पृथ्वी की सतह के प्रोफाइल पर विचार करें और पृथ्वी की सतह पर एक विशेष लाटीट्यूड पर एक लोकेलिटी ले पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा खींचिए जो उस लोकेलिटी से होकर गुज़रे यह काली रेखा इक्वेटोरियल प्लेन है और यह एंगल लाटीट्यूड एंगल है अब लिए गए लाटीट्यूड पर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट रखें अब इस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर हमारा ध्यान होगा और हम कोशिश करेंगे पता करने की की कितनी इंसुलेशन पढ़ रही है इस प्लेट पर इस हॉरिजॉन्टल प्लेट को यहां लोकेलिटी पॉइंट पर टैन्जेन्शल रखा गया है और हम यहां यह पता करने की कोशिश करेंगे कि कितना नॉर्मल इंसीडेंस है सोलर इंसुलेशन का जो इस पर गिर रहा है ध्यान रहे कि यह हॉरिजॉन्टल प्लेन जो हमने यहां दिखाया है वह हमें हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई दे रही है परंतु जो व्यक्ति लोकेलिटी पॉइंट पर खड़ा होगा उसके लिए वह प्लेन हॉरिजॉन्टल होगा और वह होराइजन प्लेन पर स्थित होगा इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं उस व्यक्ति के संदर्भ में जो लोकेलिटी पर खड़ा है कृपया इसे दिमाग में रखें और तब हम सोलर ज्योमेट्री को देखें और नॉर्मल इंसीडेंस पता करने की कोशिश करें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप परिचित हैं यह लोकैलिटी ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट है और यह लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है यह पीले कलर का प्लेन होराइजन प्लेन है इस होराइजन प्लेन को आप हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट की तरह मान सकते हैं जिस पर आपको पता करना है कि कितना नॉर्मल इंसीडेंस है जो इस पर गिर रहा यह लाटीट्यूड एंगल ϕ है और यह एजीमूथ एंगल है और यह जेनिथ एंगल है और यह इंसुलेशन रेखा है जो लोकेलिटी को सूर्य के केंद्र से जोड़ रही है आइए अब हम इंसुलेशन का पता करें फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट पर जोकि चुने हुए लोकेलिटी पर रखी हुई है अब एक वेक्टर "L" ले कुछ इस तरह से जो उस लोकेलिटी पर सूर्य से पडने वाली इंसुलेशन को दर्शाता है यह वेक्टर "L" जेनिथ एक्सेस से θz जेनिथ एंगल पर है अब हम इस वेक्टर "L" को ऑर्थोंगोनल कंपोनेंट्स में रीज़ाल्व्ड करते हैं इन सभी एक्सिस पर और यह सभी रीज़ाल्व्ड कंपोनेंट कुछ इस तरह होंगे मान लीजिए मैं इसका नाम LS देता हूं जो दक्षिण की तरफ है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और जो कंपोनेंट लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पूर्व एक्सिस पर है उसको मैं LE से दिखाता हूं और जो कंपोनेंट लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं ऊपर की तरफ है उसको मैं LZ से दिखाता हूं ध्यान दीजिए की LZ वर्टिकली ऊपर की तरफ और होराइजन प्लेन पर नॉर्मल है और इसलिए अगर इस लोकेलिटी पर कोई हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट है तो अकेला ही वह नॉर्मल होगा उस प्लेट पर इसलिए LZ की वेल्यू पता लगाना बहुत जरूरी है और यह हमें इफेक्टिव इंसुलेशन बताएगा हॉरिजॉन्टल प्लेट के उस जगह पर अब आपको पता है की L LSLELZ होगा जोकि वेक्टर सम है इसलिए इसको वेक्टोरियलई जोड़कर आपको सूर्य से प्राप्त होने वाली इंसुलेशन का पता लग जाएगा अब हमें सबको कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स के टर्म में लिखना है इसलिए LS जो कि L के दक्षिण एक्सिस पर है और यह एंगल θz है और यह एंगल 90 θz है इसलिए इसका प्रोजेक्शन sinθz होगा और यह प्रोजेक्शन cosγS होगा इसलिए यह वेल्यू होगी इंसुलेशन वेक्टर की दक्षिणी एक्सिस पर इसी तरह इंसुलेशन वेक्टर की वेल्यू पूर्वी एक्सिस पर L sinθz sinγs होगी और इंसुलेशन का कंपोनेंट Z एक्सिस या जेनिथ एक्सिस पर L cosθz होगा और यह L cosθz जरूरी इंसुलेशन है क्योंकि यह नॉर्मल है हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर जो कि लोकेलिटी पर रखा हुआ है इसलिए LZ अकेला इंसुलेशन है जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट के नॉर्मल है LS और LE दोनों हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट के साथ में है इसलिए उनका इफेक्टिव इंसुलेशन में कोई योगदान नहीं होगा हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर कैसे हम पता करेंगे Lcosθz जहां θz जेनिथ एंगल है और यह हमें सीधे सीधे नहीं पता है इसलिए हम θz को पता करने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे पैरामीटर्स की सहायता से जो हमें पता हैं जैसे लाटीट्यूड एंगल और आवर एंगल ω यह पैरामीटर्स हमें पता है और इनकी सहायता से हम LZ का पता लगाएंगे मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम को बाएं शिफ्ट करने दीजिए इस चित्र में अब मैं अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी ले रहा हूं इसलिए आप यहां मेरीडोनल एक्सिस "m" ईस्ट ऑफ मेरिडियन "e" और पोलर एक्सिस P देख रहे हैं मैंने यहां इंसुलेशन लाइन को भी शामिल किया है जो सूर्य के केंद्र को पृथ्वी के केंद्र से जोड़ती है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं कि इंसुलेशन लाइन पैरलल होगी दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इस अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें कि कैसे L को रीज़ाल्व्ड करते हैं एक इंसुलेशन वेक्टर L लीजिए इस तरह से और यह इंसुलेशन वेक्टर रीज़ाल्व्ड होगा इस तरह से 3 ऑर्थोंगोनल कंपोनेंट में मेरीडोनल एक्सिस पर ईस्ट ऑफ मेरिडियन एक्सिस पर और पोलर एक्सिस पर अब मान लीजिए यह मेरीडोनल एक्सिस पर Lm ईस्ट ऑफ मेरिडियन एक्सिस पर Le और पोलर एक्सिस पर Lp से रीज़ाल्व्ड होता है और L इंसुलेशन वेक्टर है जो वेक्टर सम होगा Lm Le Lp का जहां Lm मेरीडोनल एक्सिस पर है Le ईस्ट ऑफ मेरिडियन एक्सिस पर है और Lp पोलर एक्सिस पर है अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम आसानी से लिख सकते हैं Lm L cosδcosω Le Lcosδsinω और Lp Lsinδ के बराबर यहां रीज़ाल्व्ड कंपोनेंट्स δ और ω पर आधारित है δ डिक्लिनेशन एंगल और ω आवर एंगल है यह दोनों का पता लगाया जा सकता है दिन के समय और साल के समय के हिसाब से हमें पता है की हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं इसलिए यह Lm Le Lp आसानी से पता चल जाता है हमने इस इंसुलेशन वेक्टर को लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कंपोनेंट्स किया है और हम लोकेलिटी पर रखी हुई हॉरिजॉन्टल प्लेन पर पडने वाली नॉरमल इंसीडेंस को जानने के इच्छुक हैं हम कैसे उपयोग करेंगे इन रीज़ाल्व्ड कंपोनेंट्स का लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बने इंसुलेशन के रीज़ाल्व्ड कंपोनेंट्स के साथ क्योंकि लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और अर्थ सेंट्रल कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों के ओरिजिन अलग अलग हैं इसलिए हम यह मान लेते हैं कि अर्थ का रेडियस बहुत कम है पृथ्वी से सूर्य की दूरी के हिसाब से इसलिए यह दोनों पैरलल इनसोलेशन लाइन को हम मर्ज कर सकते हैं इसलिए हम होराइजन प्लेन को सीधे नीचे लाएंगे अर्थ के केंद्र में और मर्ज कर देंगे ओरिजिन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और अर्थ सेंट्रिक कॉर्डिनेट सिस्टम के तब हम अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के रीज़ाल्व्ड कंपोनेंट्स का लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं बने इंसुलेशन के रीज़ाल्व्ड कंपोनेंट्स के साथ उपयोग कर सकेंगे हमारा यह मान लेना सही है क्योंकि पृथ्वी का रेडियस बहुत कम है सूर्य की पृथ्वी से दूरी के हिसाब से और इसलिए हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को नीचे लाएंगे और पृथ्वी के केंद्र के साथ मर्ज कर देंगे अब मुझे आपको दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के मर्जिंग का 3D विजुलाइजेशन देने दीजिए जहां दोनों के ओरिजिन एक ही हैं इसलिए अब मैं यह करने जा रहा हूं कि मैं लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को लूँगा और उसे नीचे लाते हुए पृथ्वी के केंद्र पर रख दूँगा जिससे दोनों के ओरिजिन एक हो जाएं पहले मैं क्या करुंगा कि मैं होराइजन प्लेन को थोड़ा बड़ा करुंगा जिससे कि जब मैं इसे नीचे लाऊं तो यह ग्लोब से बड़ा हो जिससे कि आप ओराइजन प्लेन को पहचान सकें कि यह कैसे रखा हुआ है और मैं लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स को भी बड़ा करुंगा जिससे कि यह बाहर की ओर देखता रहे आप यहां ध्यान दें कि मैंने होराइजन प्लेन को बढ़ा कर दिया है और मैंने दक्षिण और पूर्व एक्सिस को भी बढ़ा कर दिया है अब मैं इसको नीचे लाऊंगा और पृथ्वी के केंद्र पर रख दूँगा जिससे दोनों मर्ज हो जाए आप देख रहे हैं कि दोनों इंसुलेशन लाइन मर्ज हो चुके हैं होराइजन प्लेन का पूर्व और मेरिडियन का पूर्व अब दोनों एक ही हैं मतलब दोनों पूर्वी एक्सिस मर्ज हो गए यह दक्षिण एक्सिस है होराइजन प्लेन का इसलिए अगर आप इसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे की होराइजन प्लेन पृथ्वी के केंद्र को काट रहा है और आप इसे इस एंगल से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं आप देखें की यह दक्षिण एक्सिस है और यह पूर्व एक्सिस है और दोनों कॉर्डिनेट का ओरिजिन अब एक है और यह जेनिथ एक्सिस है जो अभी भी होराइजन प्लेन के नॉर्मल है अगर कोई पूर्व एक्सिस पर खड़ा है और इस दिशा में देख रहा है तो उसको एक रेखा की तरह दिखेगा और आप देख रहे हैं यह होराइजन प्लेन है और यह इंसुलेशन लाइन है यह जेनिथ एक्सिस है यह पोलर एक्सिस है मेरीडोनल एक्सिस इस रेखा पर है और होराइजन का पूर्व और मेरीडोनल एक्सिस का पूर्व दोनों बिंदु की तरह दिखेंगी जो स्क्रीन में बाहर की तरफ आ रहे हैं अब हम वापस 2D ग्राफिक्स पर आते हैं यहां खड़े होकर इस दिशा में देखिए इस दिशा में देखेंगे तो आपको 3D विजुलाइजेशन दिखेगा इसको आप 2D में देखने का प्रयास करें आपको निश्चित तौर पर यह वर्टिकल पोलर एक्सिस "p" दिखेगी इस तरह और इक्वेटोरियल प्लेन इसे कटेगी और होराइजन प्लेन इस तरह से ओरिजिन से काटते हुए गुजरेगी क्योंकि दोनों कॉर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन अब एक हैं और मेरी ड्यूनल एक्सिस इस रेखा पर होगी इधर से देखने पर यह बिंदु दोनों मेरिडियन और होराइजन प्लेन का ईस्ट होगा यह जेनिथ एक्सिस है जो ओरिजिन से सीधे नॉर्मल ऊपर जा रही है यह एंगल लाटीट्यूड एंगल ϕ होगा और अगर आप यहां खड़े हैं तो आपको कुछ इस तरह का प्रोफाइल दिखेगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस तरह से होराइजन प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन को मर्ज किया जाता है दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को मर्ज करके हमने इस तरह से दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को मर्ज किया है और वैरियेबल्स जैसे कि इंसुलेशन को अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं एंगल ϕ के संबंध में दिखा सकते हैं और यही हम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम इंसुलेशन को जेनिथ एक्सिस पर लाटीट्यूड आवर एंगल और डिक्लिनेशन एंगल के संबंध में लिख सकें हमने देखा है की लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंसुलेशन वेक्टर L को रीज़ाल्व्ड किया था 3 ऑर्थोंगोनल कोऑर्डिनेट मैं जहां हमने देखा की L को रीज़ाल्व्ड किया LS मैं दक्षिण दिशा पर LE मैं पूर्व दिशा पर और LZ मैं जेनिथ एक्सिस पर हमारी रुचि जेनिथ एक्सेस पर आने वाली इनसोलेशन वेक्टर पर है जोकि Lcosθz है हमने यह भी देखा है कि कैसे हमने अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इंसुलेशन वेक्टर को रीज़ाल्व्ड किया 3 ऑर्थोंगोनल कोऑर्डिनेट में जहां Lm मेरीडोनल एक्सिस पर Le मेरिडियन एक्सिस के पूर्व में और Lp पोलर एक्सिस पर है और डिक्लिनेशन एंगल δ और आवर एंगल ω के संबंध में दिया हुआ है अब मुझे इक्वेशंस के दो सेट लिखने दीजिए लोकल सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इंसुलेशन L विक्टोरियल सम होगा LS LE और LZ का अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इंसुलेशन L विक्टोरियल सम होगा Lm Le और Lp का हमने देखा है कि अगर हम ईस्ट एक्सिस पर खड़े हो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के तो आपको एक्सिस का प्रोफाइल कुछ ऐसा दिखेगा और तब हमने होराइजन प्लेन का ओरिजिन और इक्वेटोरियल लेने के ओरिजिन को ऐसे मर्ज किया है अब हम इंसुलेशन को दिखा और पता कर सकते हैं जेनिथ एक्सिस पर अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स के संबंध में अब इस चित्र में देखें की Lz जेनिथ एक्सिस के साथ है और होराइजन प्लेन पर ऑर्थोंगोनल है और Lz को रीज़ाल्व्ड किया गया है Lm अर्थ कॉर्डिनेट सिस्टम के मेरीडोनल एक्सिस पर और Lp अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के पोलर एक्सिस पर इसलिए अर्थ सेंट्रिक कॉर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर Lm और Lp बनाएँगे और Lz देंगे जेनिथ एक्सिस पर जो कि हमें चाहिए था मान लीजिए की LzLm cosϕ Lp sinϕ है जहां ϕ लाटीट्यूड एंगल है इसलिए यहां इन दोनों का विक्टोरियल सम होगा हमने हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा है की क्या वेल्यू होगा Lz Lmऔर Lpका इसलिए इन सब की वेल्यू को रखने पर हमें यह रिलेशनशिप मिलेगा Lcosθz Lcosϕcosδcosω Lsinϕsinδ इसलिए cosθz जोकि जेनिथ एंगल है वह डिक्लिनेशन एंगल आवर एंगल और लाटीट्यूड एंगल जैसे अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा अब इसको समराइज करते हैं पृथ्वी की कुछ सत्तह को लीजिए और उस सत्तह पर एक लोकेलिटी पॉइंट लीजिए जैसा कि यहां दिखाया गया है और उस लोकेलिटी पॉइंट पर फ्लैट प्लेट हॉरिजॉन्टल कलेक्टर रखिए और अब हमारा ध्यान इस पर नॉर्मल पडने वाली इंसुलेशन को निकालने का है इसलिए हमें Lz निकालना होगा जो कि कुछ और नहीं बल्कि Lcosθz है और θz जेनिथ एंगल है पर हमें जेनिथ एंगल पता नहीं है परंतु हमें बाकी पैरामीटर्स अर्थ सेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम के पता है जैसे डिक्लिनेशन एंगल आवर एंगल और लाटीट्यूड एंगल इसलिए Lz को लिखा जा सकता है L sinδ sinϕ cosδ cosϕ cosω के बराबर इसलिए यह लोकेलिटी पर पढ़ने वाला इंसुलेशन है हॉरिजॉन्टल प्लेट पर यह सभी पैरामीटर्स को जाना जा सकता है दिन और साल के समय और लाटीट्यूड के हिसाब से इस L को एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंसुलेशन कहा जाता है जो kWm2 मैं दिया जाता है यह इंसुलेशन पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का है अगर आप 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा प्लेट ले तो इस पर पढ़ने वाली इंसुलेशन L सोलर कांस्टेंट के बहुत आसपास होगी जो 137 kWm2 होती है परंतु यह बदलती रहती है दिन और साल के समय के हिसाब से जो हम जल्द ही बताएंगे पर आप यह याद रखिए कि यह वायुमंडल के बाहर का इंसुलेशन है